अगला उदाहरण जो मैं आपको IIoT कार्यान्वयन के बारे में बताने जा रहा हूं वह स्वास्थ्य सेवा उद्योग से है स्वास्थ्य सेवा में IIoT कार्यान्वयन काफी व्यापक है वर्तमान में मौजूद स्वास्थ्य सेवा उद्योग में बड़ी संख्या में विभिन्न IIoT कार्यान्वयन समाधान हैं इसलिए मैं आपको इस बात पर प्रकाश डालने जा रहा हूं कि IIoT वर्तमान स्वास्थ्य सेवा को बदलने और स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती बनाने बहुत अधिक कुशल और बहुत अधिक स्वायत्त बनाने में कैसे मदद कर सकता है इसलिए इससे पहले कि मैं ऐसा करूँ मैं आपको परिचय के कुछ बिंदु देता हूँ इसलिए अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है पहले के दिनों में लोग स्वास्थ्य सेवा की कमी के कारण मर जाते थे व्यस्त जीवन के कारण लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में भूल जाते थे और यह हाल के दिनों में भी हुआ लोग मूल रूप से व्यस्त जीवन और इतने पर अपने स्वास्थ्य के बारे में भूल जाते हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं इसके अतिरिक्त हाल के दिनों में बीमारियों की संख्या भी बढ़ी है इसलिए हालांकि हमारे पास हमारे IOT समाधान हैं जिनका उपयोग कुछ ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है जिनके साथ लोगों को सामना करना पड़ता है स्वास्थ्य के सम्बन्ध में तो IIoT समाधान स्वास्थ्य सेवा को आसान सस्ती बनाने में मदद कर सकते हैं बाजार में वर्तमान में उपलब्ध ईसीजी सेंसर ब्लड प्रेशर सेंसर ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर तापमान सेंसर आदि जैसे अलग अलग सेंसर हैं जो यह हो सकते हैं कि वे सस्ते हैं और उन्हें मरीजों द्वारा खरीदा जा सकता है अपने घरों में स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी के लिए या जिन्हें विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के अस्पतालों में भी खरीदा जा सकता है इसलिए इन प्रणालियों को और विकसित किया जाएगा ये उपकरण ये अलग अलग सेंसर इंटरनेट के लायक होंगे ताकि यदि किसी मरीज की गंभीर स्थिति हो तो विभिन्न स्तर के अलर्ट स्वास्थ्य सुविधाओं या अस्पतालों में भेजे जाएंगे जहां यह मरीज पंजीकृत हैं IIoT के उनके कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ हैं दुनिया भर में आबादी बढ़ती जा रही है विभिन्न बीमारियां बढ़ रही हैं अस्पतालों और मेडिकल क्लिनिक का खर्च भी बढ़ रहा है ये कुछ सामान्य स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ हैं लेकिन साथ ही IIoT के दृष्टिकोण से भी इस आवश्यकता को पूरा करना भी एक चुनौती है IIoT समाधान की मापनीयता को ध्यान में रखना होगा लेकिन न केवल संख्या के संदर्भ में बल्कि विविधता के संदर्भ में भी विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए विभिन्न प्रकार के अस्पतालों के लिए विभिन्न प्रकार के चिकित्सा क्लीनिकों में अलग अलग सुविधाएं हैं आयु समूहों को देखते हुए जनसंख्या 2017 से 2050 के बीच बड़ी हो रही है 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के दोगुने से अधिक बढ़ने की उम्मीद है 1980 में दुनिया भर में 382 मिलियन बुजुर्ग थे 2050 में यह संख्या बढ़ने वाली है 21 बिलियन तो आप देखते हैं कि 1980 यह दुनिया भर में केवल 382 मिलियन बुजुर्ग व्यक्ति थे और 2050 तक दुनिया भर में बुजुर्ग व्यक्तियों की यह विशेष संख्या 21 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है तो यह एक बड़ी संख्या है हमारे पास एक बढ़ती हुई आबादी है और बढ़ती आबादी भी उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आमंत्रित करेगी बुजुर्गों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति आदि की निगरानी कुशलतापूर्वक करनी होगी तो Telecare अनुप्रयोगों स्मार्ट फोन या टेलीमेडिसिन मूल रूप से बुजुर्ग लोगों को सुरक्षित रूप से रहने में मदद कर सकते हैं तो आपके पास इन बुजुर्गों के घरों में लागू किए जा रहे टेलीमेडिसिन समाधान हो सकते हैं ताकि डॉक्टर अपने घर के बुजुर्ग लोगों की स्थिति को दूर से देख सकें न केवल बुजुर्ग लोगों मैंने बुजुर्ग लोगों का उदाहरण लिया बल्कि यह अन्य लोगों के लिए भी लागू होता है आबादी के अन्य भागों के रूप में अच्छी तरह से इसके अतिरिक्त बीमारियों की संख्या भी बढ़ रही है न केवल बीमारियों की संख्या बल्कि बीमारियों के प्रकार भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं तो आपको उपयुक्त कुशल बड़े पैमाने पर निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है जो इस विशेष समस्या को पूरा करेगी और उस समस्या को संबोधित करेगी तो अब एक दिन हम Telecare अनुप्रयोगों स्मार्ट फोन अनुप्रयोगों और बुजुर्ग लोगों के लिए टेलीमेडिसिन अनुप्रयोगों के बारे में बात कर रहे हैं हम आबादी के अन्य क्षेत्रों में लिए इस तरह के समाधानों के बारे में भी जान रहे हैं ताकि मरीजों के स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी की जा सके और इससे अस्पताल में भर्ती होने के मामलों को कम करने में मदद मिल सके सेंसर रक्तचाप श्वसन नाड़ी दर हृदय गति डेटा वजन डेटा को लगातार और जब आवश्यक हो इकट्ठा कर सकते हैं अगर किसी भी अलार्म को चालू करना है तो इसे बहुत अधिक कुशल तरीके से किया जा सकता है और यह किया जा सकता है यदि भविष्य में किसी असामान्य समाधान का पता चलता है या कोई असामान्यता उत्पन्न होने वाली है तो निश्चित रूप से यह भी किया जा सकता है तो व्यय में कमी की आवश्यकता है IIoT आधारित स्वास्थ्य देखभाल के समाधान व्यय को कम करने में मदद कर सकते हैं विभिन्न पहनने योग्य हेल्थकेयर डिवाइस स्वास्थ्य जांच की लागत को कम करने में मदद कर सकते हैं विभिन्न सेंसरों स्मार्ट सेंसरों कनेक्टेड सेंसरों का उपयोग करने वाले रोगियों की दूरस्थ निरंतर निगरानी संभव होगी अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों में स्मार्ट बेड तैनात किए जा सकते हैं जो मरीजों की गतिविधि के बारे में अधिसूचना भेज सकते हैं तो अगर हम IIoT हेल्थकेयर समाधानों के बारे में बात कर रहे हैं तो आइए हम इस विशेष वास्तु दृश्य बिंदु को देखें यह इस विशेष स्रोत से लिया गया है जो स्लाइड के नीचे दिया गया है तो मूल रूप से जब आप हम IIoT हेल्थकेयर के बारे में बात कर रहे हैं ये मोटे तौर पर वास्तुकला में अलग अलग परतें हैं यह बहुत नीचे से सेंसिंग से शुरू होता है संवेदी डेटा भेजना डेटा को प्रोसेस करना डेटा को संग्रहीत करना और विभिन्न जानकारी ज्ञान प्राप्त करना आदि जो डेटा से नीचे चल रहा है सूचना प्रसंस्करण ज्ञान प्रसंस्करण आदि के माध्यम से डेटा से अधिक समझ बनाने की कोशिश कर रहा है ये सब संभव होने वाली बातें हैं तो अब मैं इस बात को और विस्तार से बताता हूं बता दें कि हम क्लाउड इनेबल्ड IOT हेल्थकेयर समाधान चाहते हैं तो यह कैसा लग रहा है आइए हम इस तरह के समाधान के डेटाफ्लो आर्किटेक्चर को देखें एक छोर पर हम इन सभी अलग अलग चीजों और उपकरणों के लिए जा रहे हैं जो आमतौर पर सेंसर सक्षम होने वाले हैं यानी स्मार्ट सेंसर और फिर कुछ गेटवे इसलिए गेटवे डिवाइस डेटा को क्लाउड प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा IOT इनेबल्ड क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म जहां अलग अलग एनालिटिक्स का प्रदर्शन किया जाएगा उदाहरण के लिए विभिन्न अन्य विश्लेषण न केवल विश्लेषण लेकिन हो सकता है कि स्वास्थ्य डेटा सत्यापन किया जा सकता है और डेटा संग्रहीत किया जा सकता है और डेटा वास्तव में क्लाउड या कंप्यूटर या कम्प्यूटेशनल संसाधन में भी संसाधित किया जा सकता है और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो क्लाउड पर भी की जा सकती हैं और आखिरकार हम ऐसा करने जा रहे हैं यह दो तरह से संचार है और अंत में हमारे पास यह अलग अलग एप्लिकेशन हेल्थकेयर एप्लिकेशन हैं जो लाभार्थी होने जा रहे हैं इन सभी एनालिटिक्स जो डेटा से किये जा रहे हैं इसलिए यह अलग अलग एप्लिकेशन चलने वाले हैं तो आप जानते हैं कि अनुप्रयोग पर उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में अलग अलग रोगी डेटा जैसे ईसीजी ईएमजी फिर पल्स ऑक्सीमीटर डेटा हो सकता है और कई अन्य विभिन्न प्रकार के हेल्थकेयर डेटा उपयुक्त प्रोसेसिंग उपयुक्त विश्लेषण के बाद उपलब्ध कराए जा सकते हैं और इसी तरह इनके माध्यम से विभिन्न अनुप्रयोगों विभिन्न पोर्टलों वेब पोर्टलों पर इसलिए यह हेल्थकेयर IOT के लिए उच्च स्तर पर डेटाफ्लो आर्किटेक्चर होने जा रहा है तो आइए हम आगे देखें और देखें कि स्वास्थ्य सेवा में IIoT के क्या लाभ हैं IIoT के साथ कोई भी रोगी की स्वास्थ्य स्थिति की दूरस्थ रूप से निगरानी कर सकता है तो दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा संभव है रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति 24x7 का दूरस्थ वास्तविक समय निरंतर निगरानी संभव है अस्पताल के कर्मचारी अपनी आपातकालीन इकाइयों में एक मरीज के आने की भविष्यवाणी कर सकते हैं यह स्वच्छता निगरानी प्रणाली भी संभव है जो अस्पताल की स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधा की पहचान कर सकती है मेडिकल स्टाफ IIoT का उपयोग करके छोटे बजट के साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सकता है तो ये कई लाभ हैं जो कि स्वास्थ्य सेवा में IIoT कार्यान्वयन प्रदान कर सकते हैं इसलिए आजकल अलग अलग हेल्थकेयर डिवाइस हैं वायरलेस ईसीजी मॉनिटर हैं जो इस ईसीजी उपकरणों ईसीजी सेंसर से बायो सिग्नल एकत्र कर सकते हैं एकत्र किए गए डेटा को क्लाउड पर भेजा जा सकता है चिकित्सा कर्मचारी वास्तविक समय में स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं वास्तव में आपके पास कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं जो स्वायत्त रूप से आने वाले डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और अलर्ट भेज सकते हैं तो एक वायरलेस IOT सक्षम ECG सेंसर का एक उदाहरण है QardioCore QardioCore ईसीजी निगरानी के लिए एक उपकरण है यह एक वायरलेस डिवाइस है इसी तरह विशेष रूप से मधुमेह रोगियों के लिए ग्लूकोज स्तर की निगरानी के लिए डायबिटीज के रोगियों को आमतौर पर ग्लूकोज के स्तर की काफी जांच करनी होती है विशेष रूप से जिन लोगों को मधुमेह की उच्च डिग्री है उन्हें लगातार ब्लड शुगर की जांच करना आवश्यक है न कि लगातार लेकिन काफी बार इसलिए यदि आपके पास एक स्वचालित IOT सक्षम प्रणाली है जिससे रोगियों को फिट किया जा सकता है तो स्वचालित रूप से इस अलग अलग रोगियों से डेटा उपलब्ध कराया जा सकता है जो कोई भी ऐसे डेटा से समझ सकता है जैसे कि डॉक्टर जो मधुमेह रोगी का इलाज कर रहे हैं और निरंतर ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस का उदाहरण डेक्सकॉम है डेक्सकॉम डिवाइस निरंतर ग्लूकोज मॉनिटरिंग में मदद कर सकते हैं इसी तरह हमारे पास IIoT आधारित रक्तचाप मॉनिटर हैं IIoT उपकरणों के उपयोग से रोगी के रक्तचाप को मापा जाता है और वास्तविक समय में अन्य रक्तचाप के साथ तुलना की जाती है डॉक्टर वास्तविक समय में रोगी के रक्तचाप की निगरानी कर सकते हैं रक्तचाप प्राप्त कर सकते हैं अगर रक्तचाप एक विशेष सीमा है और रक्तचाप के आंकड़ों के आधार पर डॉक्टर रोगियों को दवाएं लिख सकते हैं ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का ऐसा ही एक उदाहरण iHealth BP5 है इसी तरह शरीर का तापमान मॉनिटर पहनने योग्य सेंसर मानव शरीर के तापमान को लगातार मॉनिटर करने के लिए यह कभी कभी बहुत ही विशेष रूप से रोगियों की आवश्यकता होती है जो रोगों से पीड़ित होते हैं जो रोगियों को शरीर के तापमान में अचानक वृद्धि या शरीर के तापमान में अचानक कमी के लिए संवेदनशील बनाते हैं तो बाजार में अलग अलग शरीर के तापमान सेंसर हैं ऐसा ही एक बॉडी टेम्परेचर सेंसर किन्सा द्वारा है तो उनके पास अपना स्मार्ट थर्मामीटर है जो एक IOT आधारित बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस है ऑक्सीजन संतृप्ति की निगरानी के लिए विशेष रूप से अस्थमा रोगियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन संतृप्ति को पल्स ऑक्सीमीटर जैसे IOT उपकरणों की मदद से मॉनिटर किया जा सकता है तो पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन संतृप्ति को मापने में मदद कर सकता है इसलिए इस पल्स ऑक्सीमीटर को ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी समाधानों के साथ एकीकृत किया जा सकता है जो रोगी के ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर का निरंतर डेटा भेज सकता है जिसकी निगरानी की जा रही है IOT आधारित कांटेक्ट लेंस भी बाजार में हैं अलग अलग आईओटी आधारित कांटेक्ट लेंस हैं जो स्मार्ट फोन के साथ वाई फाई कनेक्टिविटी भी प्रदान करते हैं ताकि रोगी की स्थिति उनकी आंख की स्थिति उनके शर्करा के स्तर आदि पर भी नजर रखी जा सके IOT आधारित अस्थमा उपचार समाधान पहले से ही बाजार में हैं स्मार्ट इनहेलर अस्थमा के रोगियों के लिए इनहेलर बहुत आवश्यक है इसलिए स्मार्ट इनहेलर्स का निर्माण किया गया है तो ADAMM एक बुद्धिमान अस्थमा निगरानी उपकरण है जिसे विकसित किया गया है तो यह विशेष उपकरण शरीर के तापमान खांसी की दर हृदय गति आदि का ट्रैक रख सकता है जो मूल रूप से अस्थमा के दौरे के प्रारंभिक लक्षण हैं विभिन्न स्मार्ट फोन आधारित स्वास्थ्य देखभाल समाधान पहले से ही उपलब्ध हैं तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़े स्मार्ट फोन डिवाइस जैसे सेंसर मरीज़ के डेटा को इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं स्मार्ट फोन का उपयोग उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य की निगरानी और बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है स्मार्ट फोन हेल्थकेयर ऐप मूल रूप से कम लागत वाली हेल्थकेयर डिवाइस प्रदान करता है जो कि डायग्नोस्टिक ऐप की तरह होते हैं जो मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने में मदद करते हैं रोगियों और अस्पतालों के बीच चिकित्सा संचार में भी मदद कर सकता है और रोगियों को ट्यूटोरियल के रूप में चिकित्सा शिक्षा भी दे सकता है स्वास्थ्य सहायक एक ऐसा ऐप है जो रोगी की स्वास्थ्य स्थिति पर नज़र रखता है Google Fit एक अन्य समाधान है जो रोगी की विभिन्न शारीरिक गतिविधियों पर नज़र रखता है ईसीजी सेल्फ मॉनिटरिंग एक अन्य समाधान है जो ईसीजी सेल्फ चेक सॉफ्टवेयर के आधार पर ईसीजी डिवाइस के रूप में कार्य करता है इसी तरह अलग अलग अन्य समाधान हैं जिन्हें मैंने यहां सूचीबद्ध किया है और कई और भी हैं जिन्हें मैंने सूचीबद्ध नहीं किया है इसलिए मैं आपको मूल रूप से उन विभिन्न समाधानों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा जो स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य देखभाल में आईओटी कार्यान्वयन के संदर्भ में हैं क्लाउड सक्षम होना बिग डेटा से निपटना क्योंकि इन हेल्थकेयर सेंसर से उत्पन्न होने वाले अधिकांश डेटा में बिग डेटा की प्रकृति होती है इसलिए क्लाउड इनेबलमेंट बिग डेटा एनालिटिक्स आदि स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य देखभाल में IOT कार्यान्वयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुरक्षा सर्वोपरि है व्यक्तियों की गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक विशेष संचार चैनल के माध्यम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को आगे ले जाने वाले डेटा को हैक नहीं किया जाना चाहिए और मूल रूप से अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को डेटा तक पहुंचने में सक्षम नहीं होना चाहिए इसलिए आईआईओटी हेल्थकेयर में सुरक्षा की आवश्यकताओं डेटा की अखंडता प्रमाणीकरण तंत्र और उनकी कार्यान्वयन और उपलब्धता सुनिश्चित करना सुरक्षा आवश्यकताओं और उनके कार्यान्वयन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है विभिन्न चुनौतियों के रूप में IoT या IIoT हेल्थकेयर सीमित कम्प्यूटेशनल क्षमता के संबंध में चुनौतियां महंगे ऑपरेशन करने में सक्षम नहीं होना बहुत कम डिवाइस मेमोरी ऊर्जा सीमा और इन विभिन्न उपकरणों की गतिशीलता का ख्याल रखने के संबंध में चुनौतियां क्योंकि मरीज स्वयं मोबाइल हैं इसलिए परिणामस्वरूप यह उपकरण स्वयं पहनने योग्य उपकरण हैं सेंसर स्वयं भी मोबाइल हैं इसलिए तकनीकी दृष्टिकोण से इन विभिन्न उपकरणों की गतिशीलता का ध्यान रखना एक चुनौती है संचार और एल्गोरिथम दोनों दृष्टिकोण से अलग अलग चुनौतियाँ हैं इसलिए उन सभी की देखभाल अलग अलग चुनौतियां हैं जो मूल रूप से विचार के लिए महत्वपूर्ण हैं तो अंत में हम संदर्भों पर आते हैं एक बार फिर हमेशा की तरह ये कुछ ऐसे संदर्भ हैं जिनसे आपको गुजरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इसके साथ हम स्वास्थ्य सेवा उद्योग में स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयन या IIoT कार्यान्वयन की समाप्ति पर आते हैं अलग अलग संदर्भ हमने बात की है विभिन्न समाधान जो वहां हैं हमने इस बारे में बात की है इसलिए मैं आपको एक बार फिर से इन विभिन्न समाधानों के माध्यम से जाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा ताकि इस विशेष उद्योग को प्लेग करने वाली विभिन्न चुनौतियों को हल करने के लिए स्वास्थ्य सेवा उद्योग में IIoT कार्यान्वयन कैसे किया जाए धन्यवाद